शब्द संग्रह कंट्रोलर भाप प्रवाह दरस्थितियां फीडबैकPI कंट्रोलर समय विलंब पोल अब हम इस पाठ के दूसरे भाग पर आते हैं जो है इन्वर्स रिस्पांस प्रक्रियाएं तो इन्वर्स रिस्पांस प्रक्रियाएं क्या हैं तो चलिए पहले इस को परिभाषित करते हैं आमतौर पर इन्वर्स रिस्पांस प्रक्रियाएं तब होती है जब आउटपुट वास्तव में दो प्रभावों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा हो तो यह है पहला प्रभाव है जो आउटपुट उत्पन्न कर रहा है और यह दूसरा प्रभाव है जो आउटपुट उत्पन्न कर रहा है वे एक साथ मिलकर आउटपुट के संपूर्ण प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें से एक आउटपुट का विरोध कर रहा है इसलिए आप देखिए कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और दूसरा तथ्य यह है कि समय के शुरुआती दौर में यह हावी हो रहा है और लंबे समय अंतराल में यह हावी हो रहा है इसलिए जब आपके पास इस तरह की परिस्थितियां हो तो जाहिर है छोटे समय अंतराल के लिए आपको एक प्रभाव मिलेगा जो इसके अनुसार आएगा और लंबे समय अंतराल के लिए आपको एक प्रभाव मिलेगा जो इसके अनुसार आएगा और वे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो बात यह है कि आप इसे उल्टी प्रतिक्रिया प्रक्रिया क्यों कहते हैं क्योंकि एक इनपुट की प्रतिक्रिया शुरू में आप एक विपरीत रूप में देखते हैं और अंत में आपने एक और रूप में देखा इसलिए यदि आप इस प्रक्रिया के लिए एक कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो प्रारंभिक समय के दौरान प्रतिक्रिया ऐसी होने वाली है यह वास्तव में कंट्रोलर को भ्रमित कर देगा और यह स्थिरता की समस्या उत्पन्न कर सकता है और दूसरी बात जोकि प्रमुख समस्या हैउदाहरण के लिए इस मामले में क्यों इस पर प्रारंभ में यह हावी हो रहा है और बाद में यह हावी हो रहा हैयह साफ है कि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहां यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है लेकिन आप यह कैसे जानेंगे की प्रारंभ में यह हावी हो रहा है और बाद में वह हावी हो रहा है उदाहरण के लिए इस शाखा का प्रभाव है नेगेटिव आउटपुट उत्पन्न करना और इस शाखा का प्रभाव है पॉजिटिव आउटपुट उत्पन्न करना अब हम जानते हैं कि यदि आपके पास K2 1sτ2 है तो प्रारंभिक चरण में प्रतिक्रिया एक सीधी रेखा की तरह बढ़ेगी जिसकी ढलान Kτ द्वारा दी जाएगी इसलिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया के दौरान यह ब्लॉक एक ढलान उत्पन्न करेगा जो K2 τ2 होगा और यह ब्लॉक एक ढलान उत्पन्न करेगा जो K1 τ1 होगा इसलिए शर्त के अनुसार K2 τ2 K1 τ1 है क्या होने वाला है तो आइए हम इस पर विचार करें कि यह प्रक्रिया की स्टेप रिस्पांस है इसलिए मैंने एक इकाई स्टेप दिया है इसलिए K2 ब्लॉक के कारण प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी यह समझना बहुत मुश्किल है कि इसे कहां रखा जाए इसलिए K2 ब्लॉक के कारण प्रतिक्रिया इस तरह से शुरू होगा और K1 ब्लॉक के कारण प्रतिक्रिया इस ढलान के साथ इस तरफ से शुरू होगी इसलिए शुद्ध परिणाम यह होगा कि समग्र प्रतिक्रिया शुरू में नकारात्मक हो जाएगी और फिर यह संकेत बदल जाएगा और फिर यह इस स्तर पर स्थिर हो जाएगा जिसे K1 K2 द्वारा दिया गया है क्योंकि K2 ब्लॉक के कारण यह प्रतिक्रिया होगी और K1 ब्लॉक के कारण प्रतिक्रिया इस तरह होने वाली है इसलिए अंततः यह संपूर्ण प्रतिक्रिया है तो इस प्रणाली को देखिए इनपुट में एक पॉजिटिव इकाई स्टेप देने के बाद भी प्रारंभ में प्रणाली एक उल्टी प्रतिक्रिया देती है यह उलटी दिशा में जाएगा और अंततः पॉजिटिव दिशा में स्थिर हो जाएगा इसी को इन्वर्स रिस्पांस कहते हैं एक बात में ध्यान रखनी चाहिए कि प्रतिक्रिया की व्युत्पत्ति वास्तविक प्रतिक्रिया के संकेत बदलने की तुलना में बहुत पहले ही संकेत बदल लेता है यह एक तथ्य है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है इसलिए अब इस तरह की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम कम से कम एक उदाहरण देखें कि ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण देखते हैं इस तरह की इन्वर्स रिस्पांस प्रक्रिया को कभी कभी नॉन मिनिमम फेज प्रक्रिया भी कहते हैं और बॉयलर ड्रम स्तर नियंत्रण इसका बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है यदि आप किसी पावर स्टेशन पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि बॉयलर में ट्यूब होते हैं और उन ट्यूबों में पानी होता है पानी वाष्पीकृत हो जाता है इसलिए पानी और भाप मिश्रण वास्तव में चला जाता है और वास्तव में क्या होता है कि पानी बॉयलर पर एक टैंक से बहता है जिसे ड्रम कहा जाता है इस चित्र को देखिए तो वास्तव में यह कंटेनर है एक तरफ से पानी बढ़ता है और वास्तव में यहां एक और आउटलेट होता है जिसे यहां दिखाया नहीं गया वह आउटलेट यहां है और इसके द्वारा पानी ब्वॉयलर ट्यूब में बहता है और फिर वापस आ जाता है ठीक है इसलिए जब यह वापस आता है तो इसमें बहुत सारा भाप रहता है तो पानी वापस आता है और यह बॉयलर ड्रम का स्तर है इसलिए इसे ब्वॉयलर ड्रम कहा जाता है यह मूल रूप से एक टैंक है जो कि एक बड़ा क्षैतिज टैंक है जो कि सबसे ऊपर स्थित है बहुत ऊपर आमतौर पर एक पावर स्टेशन बॉयलर लगभग तीन तल ऊंचा होता है और ड्रम उसके ऊपर है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको कई सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा तो बॉयलर के बारे में ज्यादा विस्तार मैं गए बिना अब हम यह देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है यहां यह हो रहा है कि पानी यहां से घुसता है यहां बहुत सारे भाप के बुलबुले रहते हैं जो हल्के होने की वजह से सतह पर आ जाते हैं और फिर फूट जाते हैं और फिर वे बॉयलर में एक भाप भाग का निर्माण करते हैं जो अंततः बाहर आता है और अंत में सुपरहिटर मे जाता है और उसके बाद पावर उत्पन्न करने के लिए टरबाइन मैं प्रवेश करता है अब कल्पना करें कि स्थिर अवस्था में क्या होता है यदि बॉयलर ड्रम स्तर को बनाए रखना है तो पानी का द्रव्यमान जो सिस्टम मैं जा रहा है और भाप का द्रव्यमान जो बाहर निकल रहा है मेल खाना चाहिए तो क्या होता है अब कल्पना करें कि पावर स्टेशन संचालक पावर बढ़ाना चाहता है तो बढ़ी हुई शक्ति के लिए आपको टरबाइन मैं वाष्प की आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता होती है इसलिए भाप प्रवाह दर को बदल दिया जाएगा इसलिए जब भाप प्रवाह दर बदल दिया जाता है तो तुरंत क्या होगा देखिए स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए इसे यहां दर्शाया गया है स्टेडी स्टेट में भाप प्रवाह दर बढ़ रहा है इसलिए भाप प्रवाह दर वास्तव में पानी के प्रवाह दर से अधिक है इसलिए यहां सामग्री असंतुलन है इसलिए अंततः यह ड्रम स्तर गिरना प्रारंभ कर देगा क्योंकि कम सामग्री अंदर आ रही है और ज्यादा सामग्री बाहर जा रही है यह स्टेडी स्टेट में होने वाला है लेकिन छोटे समय अंतराल के लिए क्या होता है तो यह होता है कि जैसे ही भाप का प्रवाह दर बढ़ाया जाता है तत्काल दाब में कमी आ जाती है दाब कम हो जाता है अब आप देखिए कि इस मामले की जड़ क्या है इस मामले की जड़ यह है कि यह स्तर यहां हैये भाप के बुलबुले हैं इसलिए भाप के बुलबुले द्वारा कब्जा किया गया आयतन वास्तव में उस दबाव पर निर्भर करता है जो सतह पर लग रहा होता है इसलिए जैसे ही यह दबाव कम होगा इन बुलबुलों का विस्तार होगा इसलिए भाप के बुलबुलों के विस्तार का मतलब होगा कि यह आयतन बढ़ जाएगा तो आप देखिए कि आप यहां एक नॉन मिनिमम फेज प्रतिक्रिया देखते हैं मतलब लंबे समय अंतराल के लिए आयतन घटने लगेगा लेकिन छोटे समय अंतराल के लिए क्या होगा कि यह बढ़ जाएगा यह नॉन मिनिमम फेज व्यवहार है यह कई मामलों में प्रदर्शित होता है एयरोस्पेस प्लांट में भी ऐसा ही कुछ दिखता है अब हम इस बात को थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से भी देखते हैं तो आप देखिए किए यदि आप सिर्फ फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन को देखें और उसका थोड़ा विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि फीडबैक वह बिंदु था जहां हम स्मिथ प्रिडिक्टर के आउटपुट को जोड़ रहे थे तो यह y था और यह G था यह वह नहीं है यह कुछ नहीं है माफ कीजिए हम लोग अभी तक फीडबैक को नहीं ले रहे हैं इसलिए यह कुछ नहीं बल्कि ओपन लूप आउटपुट है उदाहरण के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं तो यह कुछ नहीं बल्कि इसकी प्रतिक्रिया है अगर आप y की गणना करेंगे तो आपको यह समीकरण मिलेगा ठीक है इसलिए यह एक साधारण ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आप देखिए इस समीकरण से अब हमें यह मिलता है कि K2τ1 वास्तव में K1τ2 से बड़ा है इसलिए यह वास्तव में नेगेटिव मात्रा यानी 0 से छोटा है और यह एक पॉजिटिव मात्रा यानी 0 से बड़ा है क्योंकि K1K2 1 है इसलिए होता यह है कि हमारे पास a bs जैसा एक पद है जिसका मतलब है इसके पास एक ज़ीरो है यह ट्रांसफर फंक्शन का पोल देगा और यह ज़ीरो देगा मतलब इसके पास राइट हाफ प्लेन मैं एक जीरो है इसलिए जीरो का वास्तविक भाग दाहिने प्लेन में है और ऐसे ट्रांसफर फंक्शन को कुछ अलग कारणों से नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैंयहां हम लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे इसलिए हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश नहीं करेंगे और उस जीरो की स्थिति K1τ2 - K2τ1 के द्वारा दी जाती है तो यह उस जीरो का स्थान है अब प्रश्न यह है कि क्या यह वह विरोधी प्रभाव है जो इस इन्वर्स रिस्पांस का कारण है और जो इस जीरो का भी कारण है तो सवाल यह है कि हम इस नॉन मिनिमम फेज व्यवहार को कैसे हटा सकते हैं हमें इसे क्यों हटाना चाहिए हम यह भी देखेंगे लेकिन यह नॉन मिनिमम फेज हम कम से कम इस समय यह समझ सकते हैं कि कंट्रोलर भ्रमित होने वाला है क्योंकि कंट्रोलर को अंतिम प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे एक निश्चित तरीके से बढ़ना चाहिए शुरू में प्रतिक्रिया एक अलग तरीके से आगे बढ़ने वाली है इसलिए कंट्रोलर प्लांट चलाने में भ्रमित हो जाएगा तो अब प्रश्न यह है कि शायद हमें इस नॉन मिनिमम फेज जीरो को हटाना होगा और किसी भी तरह एक मिनिमम फेज जीरो यहां रखना होगा अब यह कैसे किया जाए उदाहरण के लिए आपको पता है हमने अभी तक किस तरह का ट्रांसफर फंक्शन लिया है आमतौर पर कंट्रोल के प्रथम स्तर के पाठ्यक्रमों में भी उनके पास हमेशा पोल रहता है इसलिए पोल रह सकते हैं यदि वे बाई तरफ हैं तो सिस्टम स्थिर है और यदि वे दाएं तरफ हैं तो सिस्टम अस्थिर है हम उसे कंट्रोलर का उपयोग करके दाएं तरफ से बाएं तरफ ला सकते हैं लेकिन जीरो के बारे में क्या किया जाए जीरो को बदलने का एक बहुत ही मानक तरीका है मान लीजिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन है s a s b मतलब इसके पास बाई तरफ जीरो है और हम इसे बदलना चाहते हैं हम इसे s c s d बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले हम हमेशा इसे s c s a से गुना कर सकते हैं तो हम यहां जीरो के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जीरो को बदलना चाहते हैं हम हमेशा इसे इस तरह गुना कर सकते हैं कि यह निरस्त हो जाए और हमें यह मिल जाए लेकिन यह तब संभव नहीं है जब आपके पास दाएं तरफ एक जीरो हो क्योंकि यदि यह s b है तो आप इसे s c s - a से गुना नहीं कर सकते हैं और कहे की यह निरस्त हो गया है और यह मुझे इसे देगा क्योंकि यह ट्रांसफर फंक्शन अस्थिर है और यदि आप इसे इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो यह एक समस्या उत्पन्न करेगा जिसे आंतरिक अस्थिरता कहते हैं तो यह होगा कि कुछ सिग्नल आंतरिक तौर पर अस्थिर हो जाएंगे जबकि हो सकता है कि यह आउटपुट को प्रभावित ना करें इसलिए हम शून्य को रद्द नहीं कर सकते आप देखिए तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए यह एक और मामला है जहां हम कह रहे हैं इसलिए वास्तव में अब हम कंट्रोल समस्या पर आते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक PI कंट्रोलर है तो PI कंट्रोलर सही दिशा में कुछ इनपुट देगा जब यह इस सेट पॉइंट को बदल देगा लेकिन त्रुटि कम नहीं होती है क्योंकि त्रुटि इसके विपरीत जाती है क्योंकि प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में जाती है इसलिए त्रुटि घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है तो PI कंट्रोलर क्या कर रहा है यह और ज्यादा इनपुट देता हैसोचता है कि यह नहीं चल रहा है इसलिए मुझे अधिक इनपुट देना चाहिए इसलिए जितना ज्यादा इनपुट दिया जाएगा उतना ही ज्यादा इन्वर्स रिस्पांस आएगा और यह एक अस्थिर परिस्थिति की ओर बढ़ सकता है दूसरी तरफ अगर आपके पास एक PID कंट्रोलर है तो PID कंट्रोलर न केवल त्रुटि को इंटीग्रल के रूप में देखता है यह दर के रूप में भी देखता है अब जैसा कि हमने देखा है कि दर उल्टी दिशा में तेज हो जाएगी इसलिए संभव है PID कंट्रोलर थोड़ा बेहतर प्रतिक्रिया दे क्योंकि यह डेरिवेटिव रिवर्सिंग के कारण बहुत तेजी से सही इनपुट देने की कोशिश करेगा यह सिर्फ एक पक्ष है लेकिन हमें पहले यह देखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं हम इस इन्वर्स रिस्पांस की भरपाई कैसे कर सकते हैं तो पहले क्या आवश्यकता है आवश्यकता यह है कि स्टेडी स्टेट में मेरी प्रतिक्रिया ठीक होनी चाहिए इसलिए जो भी मैं बदलाव मैं करना चाहता हूं उसका स्टेडी स्टेट प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए सिर्फ ट्रांजियंट प्रतिक्रिया पर होना चाहिए वास्तव में इसे यह करना चाहिए कि इसे इन्वर्स रिस्पांस को कंट्रोलर में फीडबैक के रूप में देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो कंट्रोलर को भ्रमित कर रहा है यह प्रमुख चीज है इसलिए इसे इन्वर्स रिस्पांस को फीडबैक के प्रारंभिक भाग से हटा देना चाहिए अब इसे कैसे किया जाए इसलिए ऐसा करने के लिए हमारे पास यह है इसलिए आप देखिए स्मिथ प्रिडिक्टर की तरह हम फिर से यहां एक और पद जोड़ रहे हैं अब इस पद का स्टेडी स्टेट में क्या प्रभाव होगा स्टेडी स्टेट में इस पद का प्रभाव 0 हैं क्योंकि यदि आप 1 1 s τ2 और 1 1 s τ1 मैं s को 0 रखें तो आपको स्टेडी स्टेट गेन मिलेगा यह 0 है इसलिए स्टेडी स्टेट में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन ट्रांजियंट प्रतिक्रिया में क्या होगा तो अब प्लांट ओपन लूप प्रतिक्रिया के बदले इस फीडबैक को देख रहा है मैं अब प्लांट के दृष्टिकोण को संशोधित कर रहा हूं इसलिए क्या होता है कि अब यदि आप फीडबैक पद की गणना करें तो आप इसे K1 τ2 -k2 τ1 Kτ1 τ2 पाएंगे इसलिए अब यह पद जोड़ा गया है पहले यह सिर्फ इतना था और यह नेगेटिव था इसलिए यदि आप जीरो को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा कि आपको इस K को इस तरीके से जोड़ना होगा की k इससे बड़ा या इसके बराबर हो तो अब यह होगा कि यह 0 के बाएं तरफ आ जाएगा और नॉन मिनिमम फेज प्रतिक्रिया अब कंट्रोलर को नहीं दिखेगी इसलिए कंट्रोलर नॉन मिनिमम फेज प्रतिक्रिया को नहीं देखेगा और भ्रमित नहीं होगा इसलिए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए आपको यह दृष्टिकोण अपनाना होगा अब हम व्याख्यान के अंत में आ रहे हैं और हमें पाठ की शीघ्रता से समीक्षा करनी है इसलिए पहले हम समय विलंब के स्रोत और स्थिरता पर उनके प्रभाव और फिर हमने स्मिथ प्रिडिक्टर कंट्रोल द्वारा इसे नियंत्रित करने का एक तरीका देखा हमने इन्वर्स रिस्पांस के लिए ठीक यही काम किया हमने देखा कि इन्वर्स रिस्पांस कैसे उत्पन्न होता है और इसकी समस्याओं को भी देखा और अंत में हमने इन्वर्स रिस्पांस क्षतिपूर्ति का एक तरीका देखा इस पाठ के अंत में हमेशा की तरह हमारे पास विचार करने के लिए कुछ बिंदु है तो आप औद्योगिक प्रक्रियाओं में समय विलंब के दो विशिष्ट स्रोतों का वर्णन कर सकते हैं आप अपना उदाहरण दें समझाएं कि क्यों समय विलंब स्थिरता को कम करता है इसे समझने की कोशिश करें स्मिथ प्रिडिक्टर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं इस पाठ के बाद आपको इसे करने में सक्षम होना चाहिए एक इन्वर्स रिस्पांस सिस्टम के लिए स्टेप प्रतिक्रिया का चित्र बनाएं और अंत में एक इन्वर्स रिस्पांस कंपनसेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद